नमस्कार पिछले कुछ व्याख्यानों में हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात कर रहे हैं हमने विभिन्न प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन देखी जैसे समाक्षीय लाइन माइक्रो स्ट्रिप लाइन स्ट्रिप लाइन और वेवगाइड उसके बाद हमने एक लोड इम्पीडेंस ZL के साथ लोड होने वाली ट्रांसमिशन लाइन को देखा फिर हमने उदाहरण के लिए ZL के विभिन्न मामलों को लिया ZL 0 ZL ∞ ZL Z0 और फिर हमने लंबाई के 2 विशेष मामलों को λ4 और λ2 के बराबर लिया और हमने देखा कि जब लंबाई λ4 होती है तो यह क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है उसके बाद हम स्मिथ चार्ट के बारे में चर्चा करते हैं और हमने वास्तव में देखा कि हम कितनी आसानी से जटिल इम्पीडेंस मूल्यों को प्लाट कर सकते हैं और स्मिथ चार्ट का उपयोग करके इम्पीडेन्स मैचिंग कैसे किया जा सकता है इसलिए हमने दो अलग अलग तकनीकों को देखा एक था लूम्पड तत्व तकनीक और दूसरा सिंगल स्टब मैचिंग था आज हम ABCD और S पैरामीटर के बारे में बात करने जा रहे हैं तो नहीं हम यह जानने के लिए नहीं जा रहे हैं कि आपने अपने बहुत ही निम्न क्लासेज में क्या अध्ययन किया है जो ABCD है लेकिन हम वास्तव में ABCD पैरामीटर को देखने जा रहे हैं जो वोल्टेज और करंट के संदर्भ में परिभाषित हैं और फिर हम S पैरामीटर के बारे में बात करेंगे जो वेव पैरामीटर के संदर्भ में परिभाषित किए गए हैं क्योंकि माइक्रोवेव में हम वास्तव में वेव में अधिक रुचि रखते हैं तब सिर्फ वोल्टेज और धाराओं में तब आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि हम ABCD पैरामीटर के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं जो मुख्य रूप से वोल्टेज और करंट से संबंधित हैं इसलिए मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि एक जटिल नेटवर्क को हल करने के लिए ABCD पैरामीटर बहुत सुविधाजनक कैसे हैं और फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि ABCD पैरामीटर को S पैरामीटर में कैसे बदला जा सकता है तो चलिए पहले देखते हैं कि ABCD पैरामीटर की परिभाषा क्या है तो यहाँ हमारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क है इसलिए पोर्ट 1 पोर्ट 2 और यह एक रैखिक नेटवर्क है और हम देखते हैं कि यहाँ पोर्ट 1 पर इनपुट वोल्टेज V1 है और पोर्ट 2 पर वोल्टेज V2 है करंट पोर्ट 1 में आ रहा है और करंट पोर्ट 2 में भी आ रहा है वास्तव में यह एक सामान्य परिभाषा है जो आपने Z पैरामीटर या Y पैरामीटर का अध्ययन किया होगा Z पैरामीटर के मामले में सिर्फ अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए Z पैरामीटर के लिए हमारे पास आमतौर पर क्या है V1 और I1 एक तरफ हैं V2 और I2 दूसरी तरफ हैं और बीच में एक Z मैट्रिक्स Z11 Z12 Z21 Z22 है Y मैट्रिक्स या Y पैरामीटर के संदर्भ में हमारे पास I1 I2 बाईं ओर है और V1 V2 दाईं ओर हैं और फिर Y मैट्रिक्स है वास्तव में वहाँ हाइब्रिड पैरामीटर भी हैं जो वास्तव में वोल्टेज और करंट से मिलकर होते हैं और आपने ट्रांजिस्टर के लिए उन हाइब्रिड पैरामीटर का अध्ययन किया होगा यहां हम ABCD पैरामीटर को देखने जा रहे हैं और ABCD पैरामीटर को जिस तरह से परिभाषित किया गया है वह वास्तव में है बाद में आसान हो जाता है क्योंकि हम एक जटिल नेटवर्क को हल करने के लिए देखेंगे तो आइए देखें कि ABCD पैरामीटर किससे संबंधित हैं इसलिए पोर्ट 1 पर वोल्टेज और पोर्ट 1 पर करंट पोर्ट 2 पर वोल्टेज से संबंधित और पोर्ट 2 पर करंट अब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक माइनस साइन है यह आने वाला माइनस साइन है क्योंकि हमने इस करंट को पोर्ट 2 आने वाला लिया है यदि हम इस करंट I2 को आउटगोइंग के रूप में लेते हैं तो यह प्लस हो जाएगा तो वास्तव में कई बार आप बस इसके बारे में सोच सकते हैं कि अगर यह I2 है जो आ रहा है बस इस करंट के बारे में सोचें जिसे हम I2' कहते हैं और जो यहां से जा रहा है तब I2' माइनस I2 के अलावा और कुछ नहीं होगा और फिर यहाँ I2 होगा ठीक है तो यह सिर्फ संकेतन की बात है तो हम ABCD पैरामीटर को कैसे परिभाषित करते हैं आइए हम पहले मैट्रिक्स खोलें तो V1AV2−BI2 और I1 क्या है तो ये ABCD पैरामीटर हैं अब इन 2 समीकरणों का उपयोग करके हम ABCD पैरामीटर का पता लगा सकते हैं तो आइए देखें कि A क्या है हम यहाँ से कह सकते हैं कि AV1V2 जव I20 प्रदान किया है इसलिए यदि हम एक सीमा स्थिति I20 रखते हैं जो कि यहाँ पर रखी गई है तो A क्या होगी V1V2 तो आप वास्तव में सोच सकते हैं कि A कुछ भी नहीं है लेकिन वोल्टेज अनुपात I20 प्रदान करता है और किस हालत में I20 यदि यह विशेष पोर्ट ओपन सर्किट है तो I20 अब देखते हैं कि हम B को कैसे परिभाषित करते हैं BV1−I2 जो V20 पर प्रदान किया गया इसलिए अगर हम V20 डालते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं यदि V2 को यहाँ 0 रखा गया है तो V1−I2 B के बराबर होगा अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह वोल्टेज करंट से विभाजित है तो इस की इकाई ओम होगी या आप कह सकते हैं कि यह इम्पीडेन्स मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगा अब देखते हैं कि C क्या है इसलिए C को परिभाषित करने के लिए आप इस विशेष अभिव्यक्ति से देख सकते हैं यदि हम I20 लेते हैं तो I20 का क्या अर्थ होगा इसका मतलब यह 0 है इसलिए हम यहाँ CI1V2 यदि हम I20 लेते हैं तो I20 का अर्थ है ओपन सर्किट और यह इकाई अब IV होगी जो कि मो के बराबर होगी तो C की इकाई मो है तो यहाँ से हम फिर से D का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि हम V20 लेते हैं तो V20 तो यह पद 0 हो जाएगा तो I1−I2D होगा तो आप देख सकते हैं कि यह V20 और क्या V20 दी की गई अभिव्यक्ति है इसका मतलब यह होगा कि वास्तव में पोर्ट 2 शॉर्ट सर्किट हैं तो यह है कि हम वास्तव में ABCD पैरामीटर को कैसे परिभाषित कर सकते हैं अब हम केवल कुछ उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि हम ABCD पैरामीटर का पता कैसे लगा सकते हैं शुरू करने के लिए एक बहुत ही सरल समस्या लेते है और फिर हम और अधिक जटिल विन्यास का विश्लेषण करने के लिए इन छोटी छोटी छोटी छोटी चीजों का निर्माण करेंगे तो श्रृंखला के लिए ABCD पैरामीटर इम्पीडेन्स इसलिए आप देख सकते हैं कि एक मूल रूप से पोर्ट 1 है आप कह सकते हैं कि यह पोर्ट 2 है और केवल एक ही तत्व है जो एक श्रृंखला इम्पीडेन्स है तो अब इस विशेष मामले के लिए हम वोल्टेज समीकरण और करंट समीकरण लिख सकते हैं और आपको मूल रूप से याद रखना होगा कि हमें एक तरफ V1 और I1 और दूसरी तरफ V2 और I2 लिखना होगा तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम कहते हैं कि V1 क्या है तो V1 कुछ भी नहीं है हम यहाँ पर यह वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप कह सकते हैं तो V1V2I1Z या I1Z I2Z तो हम कह सकते हैं कि V1V2−I2Z तो यह वोल्टेज इस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा और यह वोल्टेज यहाँ है और I1 क्या है फिर हम इस विशेष रूप में क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हम इसे इस विशेष फैशन में लिख सकते है तो I1 किसके बराबर है I1 I2 इसलिए यहां से आप इस विशेष समीकरण की तुलना इस विशेष समीकरण के साथ करते हैं तो हम कह सकते हैं कि V1AV2 तो V2 का गुणांक क्या है 1 तो वह यहाँ 1 है अब V1B क्या है और B तब यहाँ क्या होगा तो अब आइए I1 I1CV2 देखते हैं कि V2 से संबंधित कुछ भी नहीं है जिसका अर्थ है C0 और फिर यहाँ से हम I1D पद कह सकते हैं तो यहाँ से हम यह तुलना कर सकते हैं तो D1 तो हम कह सकते हैं कि इस विशेष मामले के लिए ABCD मैट्रिक्स और कुछ नहीं है लेकिन 1 Z 0 1 कृपया इसे याद रखने की कोशिश करें क्योंकि हम ABCD पैरामीटर के कुछ गुणों का बाद में उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए एक गुण यह है कि यदि नेटवर्क सममित है तो AD जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप इस तरफ देखते हैं या आप इस तरफ से देखते हैं कि नेटवर्क एक सममित नेटवर्क के अलावा कुछ नहीं है तो A को D के बराबर होना चाहिए आप देख सकते हैं कि A और D 1 और 1 हैं वे बराबर हैं अब रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए यह BC1 है वास्तव में यह पद मैट्रिक्स ABCD के निर्धारक से मेल खाता है तो निर्धारक क्या होगा AD माइनस BC तो मैट्रिक्स का निर्धारक यदि वह एक के बराबर है तो यह एक रेसिप्रोकल नेटवर्क है रेसिप्रोकल नेटवर्क का क्या मतलब है कि अगर मैं इस तरफ एक इनपुट देता हूं तो मुझे जो भी आउटपुट मिलता है अगर मैं इस तरफ उसी इनपुट को देता हूं तो मुझे यहां एक ही आउटपुट मिलना चाहिए तो वास्तव में ये सभी नेटवर्क रेसिप्रोकल होंगे जिसे हम रेसिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर ट्रांसमिशन लाइन और अन्य चीज कह सकते है तो ज़ाहिर है कि अगर इसमें सक्रिय नेटवर्क शामिल है तो यह रेसिप्रोकल नहीं होगा तो अब हम एक और उदाहरण लेते हैं इसलिए इस समय शंट इंडक्टर के लिए ABCD पैरामीटर का एक उदाहरण लेगे इसलिए हमारे पास यहाँ फिर से पहले पोर्ट 1 के रूप में है यहाँ पोर्ट 2 है अब पिछले मामले में एक श्रृंखला इम्पीडेन्स होने के बजाय अब हमारे पास एक शंट एडमिटन्स है इसलिए अब हम ABCD पैरामीटर को लिखना चाहते हैं मैंने इसे फिर से लिखा है इस प्रकार हमने ABCD पैरामीटर को परिभाषित किया है तो फिर से हम बाईं ओर V1 I1 चाहते हैं तो V1 क्या है उसका वोल्टेज इस वोल्टेज के समान है जो V2 के बराबर है तो V1V2 और करंट I1 क्या है तो आप कह सकते हैं कि आप जिस सामान्य के बारे में सोचते हैं यह करंट और यह करंट ये दोनो कर्रेंटस इस में जा रही हैं तो हम कह सकते हैं कि I1I2 कुछ नहीं होगा लेकिन यह विशेष करंट और वह करंट कुछ भी नहीं होगा V2 Y और तब हम I1I2 लिख सकते थे वहाँ लिखा गया I2 दूसरी तरफ जाता है तो अब यह उस रूप के समान है जो हम चाहते थे बाईं ओर V1 I1 दाहिने हाथ की तरफ V2 I2 तो अब फिर से तुलना करें कि अब हम ABCD कहते हैं तुम यहाँ से देखो तो V1 और कुछ नहीं बल्कि AV2 है तो V2 का गुणांक 1 होगा इसलिए इसे यहां लिखा गया है अब V1 BI2 जब I2 का कोई पद नहीं है जिसका अर्थ है B0 अभी के लिए C यह बताता है कि I1CV2 क्या है इसलिए C Y होगा और फिर I1 यह अभिव्यक्ति यहाँ से यहाँ फिर I1CV2 DI2 है तो हम यहां से कह सकते हैं D1 तो यह शंट एडमिटैंस के लिए ABCD मैट्रिक्स है जो 1 0 Y 1 के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए फिर से आप कह सकते हैं कि यह सममित नेटवर्क है क्योंकि AD यह रेसिप्रोकल नेटवर्क भी है क्योंकि AD BC1 है तो 1 ईंटू 1 है 1 माइनस 0 तो AD BC1 हमें अभी एक ट्रांसमिशन लाइन का एक और मामला लेना है आपने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में अध्ययन किया होगा और आप जानते होंगे कि हम कहें कि यदि हम वोल्टेज V1 को परिभाषित करना चाहते हैं तो वोल्टेज V1V2 coshγlZ0 sinhγl इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति I1 के लिए अभिव्यक्ति लिख सकता है अब इस विशेष में यहाँ हम यह मान रहे हैं कि यह लाइन दोषरहित है या हम कह सकते हैं कि अधिकांश समय लाइन में हानि बहुत कम होगी तो वह coshγl गामा क्या है तो आदर्श ट्रांसमिशन लाइन के लिए α नगण्य या α 0 होगा तो coshγl अब coshβl हो जाएगा और sinhγl jsinβl हो जाएगा तो यह वही है जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए ABCD मैट्रिक्स है हम एक विशेष मामले को लेंगे जैसा कि हम बाद में देखेंगे जब हम अधिक सर्किट उदाहरण लेते हैं कि यह विशेष मामलों में से एक होगा जो कई बार आएगा तो आइए हम उस समय देखें जब lλ4 और अगर हम lλ4 को प्रतिस्थापित करते हैं तो βl का क्या होगा तोβ2πλ lλ4 हम इसे प्रतिस्थापित करते हैं तो βlπ2 होगा तो cosπ20 sinπ21 इसलिए हम jY0 और cosπ20 तो यह लंबाई λ4 की ट्रांसमिशन लाइन के लिए ABCD मैट्रिक्स होगा मैं यहाँ कुछ अतिरिक्त बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ कई किताबो में β लिखने के बजाय वे k लिखते हैं फिर से एक और बात मैं यहां बताना चाहता हूं तो मुक्त स्थान में λλ0 लेकिन समाक्षीय लाइन के लिए λλ0√ϵr कहें माइक्रोस्ट्रिप लाइन के लिए यह λλ0√ϵe होगा और हमने आपको सूत्र दिए हैं कि माइक्रोस्ट्रिप लाइन के लिए ϵe की गणना कैसे करें इसलिए जब आप डिजाइन कर रहे हों तो कृपया माइक्रोस्ट्रिप लाइन के लिए इसका उपयोग करें अब हम अभी एक और मामला लेते हैं यहां यह कास्केडेड नेटवर्क के लिए ABCD पैरामीटर है तो यहाँ क्या है हमारे पास यहां Z1 और Z1 की दो श्रृंखलाएं हैं और हमारे पास a1 शंट एडमिटेंस है जो Y2 है यदि हम लिखना चाहते हैं तो इस विशेष समस्या को हल किया जा सकता है वोल्टेज समीकरण और करंट समीकरण आप इसे हल कर सकते हैं तो आप वास्तव में यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ हम इसे नोड समीकरण कहते हैं हम कहेगें यह नोड 3 हैं तो हम कह सकते हैं कि और फिर आप समीकरण को हल कर सकते हैं या आप एक लूप समीकरण लिख सकते हैं हालांकि हम उस तकनीक का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं जो किया जा सकता है इसमें कोई समस्या नहीं है लेकिन चूंकि हमने पहले ही श्रृंखला तत्वों के लिए ABCD पैरामीटर का अध्ययन किया है इसलिए हमने शंट तत्व के लिए ABCD पैरामीटर का भी अध्ययन किया है तो अब हम कास्केड सर्किट के ABCD पैरामीटर की अवधारणा का उपयोग करने जा रहे हैं जो कि व्यक्तिगत ABCD पैरामीटर को गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है वास्तव में इसका क्या अर्थ है पहले हमें सिर्फ देखने दें हमारे पास 3 अलग अलग सर्किट तत्व हैं तो हम क्या करें अगर आपको याद हो तो ब्रिटिश लोग फूट डालो और राज करो कहते थे खैर मैंने उस विशेष वक्तव्य को संशोधित किया है जिसे मैं विभाजित और हल करता हूं तो आप इस विशेष नेटवर्क को 3 अलग अलग नेटवर्क में विभाजित करते हैं तो यह यहाँ से यहाँ तक जाएगा एक नेटवर्क जो केवल श्रृंखला इम्पीडेन्स से मिलकर बनता है फिर यहाँ से यहाँ तक यह शंट एडमिटेंस नेटवर्क होगा और फिर यहाँ से हमारे पास एक श्रृंखला इम्पीडेन्स नेटवर्क होगा तो यह कैसा कास्केडेड बिज़नेस है तो बस यहाँ से देखते हैं अभी याद करते हैं कि हमने यहाँ के रूप में I1 लिया था और बस कल्पना करें कि करंट यहाँ प्रवेश कर रहा था अब जो करंट यहां प्रवेश कर रहा था जो माइनस था लेकिन वह ऋणात्मक करंट यहाँ पर पॉजिटिव करंट के बारे में हो सकता है और फिर जो करंट यहां से जा रहा है जो वास्तव में शून्य था जो यहां प्रवेश के रूप में कार्य करेगा इसलिए यदि आप इस विशेष नेटवर्क को देखते हैं तो V1 I1 इसके लिए हम यह कहें कि मैंने यहाँ V3 नोड का उल्लेख किया है तो यहाँ पर V3 नोड होगा तो हम वास्तव में कह सकते हैं कि इसका ABCD पैरामीटर जो कुछ भी यहाँ से बाहर जा रहा है वह यहाँ पर इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज बन जाएगा इसका मतलब है कि इस ABCD मैट्रिक्स को इससे गुणा किया जा सकता है और फिर जो भी करंट आ रहा है वही करंट जा रहा है बस दिशाएं अलग हैं तो आपको उस हिस्से का ध्यान रखना होगा जो ABCD मैट्रिक्स से निहित है तो हम वास्तव में क्या कर सकते हैं संपूर्ण ABCD मैट्रिक्स का पता लगाने के लिए कि हमें बस इन 3 अलग तत्वों के ABCD मैट्रिक्स को गुणा करना होगा तो हम श्रृंखला इम्पीडेन्स के लिए देखते हैं जो हमने देखा था ABCD पैरामीटर 1 Z1 0 1 हैं शंट के लिए हमारे पास 1 0 Y2 1 था श्रृंखला के लिए यह 1 Z1 0 1 इसलिए अब आपको बस इतना करना है कि इन 3 मैट्रिसेस को गुणा करें बेशक आप एक एक करके करते हैं तो पहले आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से यहाँ गुणा करें और फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स को यहाँ इस मैट्रिक्स से गुणा किया जाए जब आप सरल करते हैं तो बीच में सिर्फ एक स्पेट हैं तो यह अभिव्यक्ति आपको मिलेगी और बस आप देखते हैं कि आपने कोई गलती की है या नहीं या आप त्वरित जांच कर सकते हैं कि नेटवर्क सममित है या रेसिप्रोकल है या नहीं आप यहां से देख सकते हैं कि क्या आप इस तरफ से देखते हैं या हम इस तरफ से देखते हैं दोनों तरफ से नेटवर्क सममित है तो इसलिए AD आइए देखें कि हमें वह मिला है या नहीं तो यह 1Z1Y2 है यह 1Z1Y2 है इसलिए हम AD अब कह सकते हैं यह नेटवर्क रेसिप्रोकल है क्योंकि ये सभी RLC घटक के अलावा और कुछ नहीं हैं तो यह रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो आइए हम देखें AD BC1 या नहीं तो अब आप इसे यहाँ इस से गुणा करते हैं कि हमें क्या मिलेगा 12Z1Y2Z12Y22 अब इस पद 2Z1Y2 को यहाँ पर घटाएँ तो आप कह सकते हैं कि 2Z1Y2 को एक साथ संयुक्त इन दो पदो द्वारा रद्द कर दिया जाएगा और यह अब Z12Y22 है तो हमें Z12Y22 भी मिला था तो यहाँ से घटाव यहाँ एक मान को बढ़ाएगा जो 1 के बराबर है इसलिए इसका मतलब है यह एक रेसिप्रोकल नेटवर्क है और इसका वास्तव में मतलब है कि अब तक हमने सही गणना की है अब हम ABCD पैरामीटर के बारे में बाद में कई और उदाहरण लेने जा रहे हैं विशेष रूप से सिर्फ यह उल्लेख करने के लिए कि मैंने ट्रांसमिशन लाइन का उदाहरण लिया है इसलिए हम कई मामलों को बाद में देखेंगे जहां यह विशेष घटक ट्रांसमिशन लाइन के हो सकते है एक ट्रांसमिशन लाइन के घटक हो सकते है या कुछ लूम्पड तत्व हो सकते हैं इसलिए आपको कुछ और व्याख्यानों की प्रतीक्षा करनी होगी और फिर हम कई उदाहरण लेने जा रहे हैं जहाँ हम ABCD पैरामीटर के इन गुणों का उपयोग करने जा रहे हैं और विशेष रूप से हम विभाजन की अवधारणा का उपयोग करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे अब हम अगले विशेष विषय पर जा रहे हैं जो S पैरामीटर है यहां हमने 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए S पैरामीटर को परिभाषित किया है लेकिन जिस तरह से S पैरामीटर n पोर्ट नेटवर्क के लिए भी मान्य हैं बस आपको यह बताने के लिए कि ABCD पैरामीटर केवल 2 पोर्ट के लिए परिभाषित किए गए हैं लेकिन S पैरामीटर n पोर्ट के लिए परिभाषित किया गया है लेकिन सरलता के लिए हमें केवल 2 पोर्ट लेने दें और फिर हम इस अवधारणा को n पोर्ट तक विस्तारित करेंगे तो आइए देखें कि यहाँ हमारे पास क्या है तो यहाँ a1 आने वाली वेव है तो यह करंट के समान नहीं है यह एक आने वाली वेव है और b1 प्रतिबिंबित वेव है तो हम अब माइक्रोवेव आवृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं जहां हम वोल्टेज और करंट के बारे में बात नहीं करते हैं जबकि हम कहते हैं कि हमें एक एंटीना मिलेगा जो सिग्नल प्राप्त करेगा और एंटीना के माध्यम से हम सिग्नल संचारित कर सकते हैं तो आने वाली वेव या बाहर जाने वाली वेव हैं इसी तरह एक एम्पलीफायर के लिए एक आने वाली वेव होगी वहाँ जावक लहर होगी इसलिए आमतौर पर जब हम S पैरामीटर को डील करते हैं तो वे वेव के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो a1 आने वाली वेव है इसी तरह a2 आने वाली है इसलिए a इनकमिंग पैरामीटर है तो बस वे कहते यहाँ पर b1 जावक हैं या जावकoutgoing वेव हैं तो यह जावकoutgoing वेव या छोड़ने की वेव है ठीक है कभी कभी कुछ पुस्तकों में वे इसे एक संचरित वेव के रूप में भी बात करते हैं ठीक है या यहाँ पर वे प्रतिबिंबित वेव पद का उपयोग करते हैं तो इस मामले में यदि यह घटना है तो इसे आप प्रतिबिंबित कह सकते हैं और यदि यह घटना है तो यह संचरित वेव है ठीक तो यह सब निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं लेकिन मूल रूप से हम सिर्फ यह कहते हैं कि a1 या सभी a इंसिडेंट वेव हैं जो सभी b प्रतिबिंबित वेव हैं अब हम S पैरामीटर को परिभाषित करेंगे तो हम वास्तव में इस तरफ b1 b2 को परिभाषित कर सकते हैं इसका मतलब है कि प्रतिबिंबित वेव हैं ये इंसिडेंट वेव हैं और यह है कि हम S पैरामीटरparameters को कैसे परिभाषित करते हैं ठीक है हम मैट्रिक्स को खोल सकते हैं आइए हम यहां देखें तो हम b1S11a1 S12a2 b2S21a1S22a2 लिख सकते हैं तो अब यहाँ से जैसे हमने ABCD पैरामीटर के संदर्भ में किया था ठीक वैसा ही काम करेंगे तो हम यहाँ से कहते हैं कि हम S11 का मान कैसे पा सकते हैं इसलिए हम S11 को a20 बताकर पा सकते हैं इसलिए यदि a20 तो S11b1a1 तो आप देख सकते हैं कि S11 कुछ भी नहीं है लेकिन b1 को a1 से विभाजित कर a2 को 0 पाया गया है अब यहां पिछले मामले के विपरीत जहां वोल्टेज जीरो शॉर्ट सर्किट के बराबर है करंट जीरो निहित ओपन सर्किट के बराबर है यहाँ a20 का तात्पर्य मैचिंग लोड समाप्ति से है यदि आपको याद है जब हमने इसके बारे में उल्लेख किया था कि अगर कुछ इधर से उधर हो रहा है तो कुछ भी वापस नहीं होना चाहिए और अगर कुछ भी वापस नहीं दिखाई देगा जब यह एक मैचिंग लोड में समाप्त हो जाएगा ठीक है और यहाँ हम विशेषता इम्पीडेन्स Z0 के संदर्भ में सब कुछ परिभाषित कर रहे हैं इसलिए यदि इस विशेष पोर्ट को Z0 की विशेषता इम्पीडेन्स के साथ समाप्त किया जाता है तो इसका मतलब है कि लोड Z0 के बराबर है उस स्थिति में कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं होगा तो a2 0 के बराबर होगा इसलिए कृपया याद रखें कि जब हम S पैरामीटर को परिभाषित करते हैं तो हम शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट के साथ काम नहीं कर रहे हैं हम मैचिंग किए गए लोड समाप्ति के साथ अधिक काम कर रहे हैं तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि हम S12 को कैसे परिभाषित करते हैं तो S12b1a2 जहाँ a10 प्रदान किया गया है तो आप देख सकते हैं कि S12b1a2 जब a10 है तो क्या a10 वास्तव में है इसका मतलब है अब पोर्ट 1 को मैचिंग लोड में समाप्त कर दिया गया है और इसका वास्तव में यहाँ क्या मतलब है तो इसका मतलब यह है कि जब हम पोर्ट 2 पर इनपुट दे रहे हैं तो पोर्ट 1 पर आउटपुट क्या है या यहां से क्या वेव निकल रही है अब देखते हैं कि S21 क्या है S21b2a1 जहाँ a20 प्रदान किया गया और इसी तरह हम S22 का पता लगा सकते हैं S22 क्या है S22b2a2 जहाँ a10 प्रदान किया इसलिए कृपया इन बातों को याद रखें तो S11 को वास्तव में थोड़े अलग तरीके से भी कहा जा सकता है जो कि पोर्ट 1 को देख रहा है यह S11 है a1 क्या है इंसिडेंट वेव इसलिए जो हम मूल रूप से कह रहे हैं कि S11 कुछ नहीं है लेकिन पोर्ट 1 पर प्रतिबिंबित वेव पोर्ट 1 पर इंसिडेंट वेव से विभाजित है आइए देखते हैं कि S22 क्या है S22 हमें पोर्ट 2 को यहाँ देखना है कि यह यहाँ क्या दिखाता है यह एक इंसिडेंट वेव है यह प्रतिबिंबित वेव है बशर्ते इसे a10 प्राप्त करने के लिए मैच लोड के साथ समाप्त किया जाता है तो इसका मतलब है कि S22 एक प्रतिबिंबित वेव के अलावा और कुछ नहीं है b2a1 है तो यह पोर्ट 2 पर प्रतिबिंब गुणांक के रूप में है यह पोर्ट 1 पर प्रतिबिंब गुणांक के समान है अब देखते हैं कि S21 क्या है S21 को b2a1 के रूप में परिभाषित किया गया है b2 क्या है यहां वेव चल रही है a1 क्या है यहाँ पर इंसिडेंट वेव है a20 प्रदान किया गया है इसका मतलब है कि यदि हम इस चीज़ को एक मैचिंग लोड में समाप्त करते हैं इंसिडेंट वेव से विभाजित करने पर इस विशेष मूल्य में संचरित वेव क्या है तो इसलिए यह आप कह सकते हैं कि वास्तव में किसी भी सर्किट के एम्पलीफायर का लाभ या नुकसान होगा तो यही कारण है कि कई बार b2 को संचरित वेव के रूप में उल्लेख किया जाता है जब a1 इनपुट होता है ठीक है लेकिन अगर आप S12 को देखते हैं तो S12 क्या है यह b1a2 प्रदान किया गया है a10 तो इसका मतलब है यदि इनपुट पोर्ट 2 पर दिया गया है जो a2 है तो वेव किस ओर जा रही है तो इस विशेष मामले में यदि इनपुट इसलिए अगले व्याख्यान में हम S पैरामीटर के बारे में अधिक विस्तार से बात करने जा रहे हैं ये प्रतिबिंब गुणांक और ट्रांसमिशन गुणांक कैसे परिभाषित किए गए हैं इसलिए आज आप केवल व्याख्यान को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं इसलिए हमने वास्तव में बहुत ही सरल ABCD पैरामीटर के साथ शुरुआत की है जो कि हैं इनपुट वोल्टेज और करंट और आउटपुट वोल्टेज और करंट के संदर्भ में परिभाषित किया गया है और इसका लाभ यह है कि एक नेटवर्क के लिए यदि यह इनपुट वोल्टेज और करंट को आउटपुट वोल्टेज और करंट के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज करंट इनपुट वोल्टेज और करंट बन जाता है अगले पोर्ट के लिए और फिर हम अगले से अगले पोर्ट आउटपुट वोल्टेज और करंट को पा सकते हैं तो आप इन चीजों को कैस्केडिंग कर सकते हैं और ABCD को पहली से दूसरी तीसरे या चौथे या nth के विभिन्न घटक को गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं और आप केवल मैट्रिक्स गुणा करके पूरे नेटवर्क का ABCD के पैरामीटर को पा सकते हैं और फिर हमने कुछ सरल उदाहरणों पर ध्यान दिया एक श्रृंखला इम्पीडेन्स थी फिर एक और एक शंट इम्पीडेन्स थी फिर हमने ट्रांसमिशन लाइन को देखा और फिर हमने श्रृंखला शंट श्रृंखला के साथ एक मामले को भी देखा ठीक है और ABCD पैरामीटर के बाद हमने S पैरामीटर को देखा अब ABCD पैरामीटर को वोल्टेज और करंट के संदर्भ में परिभाषित किया गया है S पैरामीटर को आने वाली वेव और आउटगोइंग वेव के संदर्भ में परिभाषित किया गया है और अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि ABCD पैरामीटर S पैरामीटर के साथ कैसे संबंधित हैं हम ABCD पैरामीटर से S पैरामीटर में कैसे बदल सकते हैं और यह भी देखेंगे कि S पैरामीटर के विभिन्न गुण क्या हैं और क्या होता है जब आप 2 पोर्ट से n पोर्ट तक जाते हैं तो हम किन विभिन्न चीजों पर ध्यान देंगे और हम यह भी देखेंगे कि किसी दिए गए नेटवर्क के लिए S पैरामीटर की गणना कैसे करें तो इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं